पिछली कक्षा में हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी पर चर्चा कर रहे थे जैसे कि हमने पहले कहा जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तब यह मेमोरी के स्नैपशॉट लेता है और वह स्नैपशॉट इंफॉर्मेशन काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब कभी आप प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कुछ समय के लिए बंद करते हो तो उसे वापस शुरू करने के लिए वही माहौल देना पड़ेगा जहां पर वह बंद हुई थी उदाहरण के लिए अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम है जो की बहुत सारी लाइंस का बना हुआ है वर्तमान में अगर हम इस लाइन के एग्जीक्यूशन पर हैं और ऐसे में सिस्टम से कुछ रिक्वायरमेंट आती है तब हमें इस प्रोसेस को किसी उच्च प्राथमिकता वाली प्रोसेस के लिए रोकना पड़ता है क्योंकि सिस्टम के निर्देश के अनुसार उसे शुरू होना है जब वह उच्च प्राथमिकता वाली प्रोसेस पूर्ण हो जाती है तब मुझे वापस इस जगह पर आकर इस खास प्रोसेस को पुनः उसी जगह से शुरू करना है इसे पुनः शुरू करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी पहली है प्रोसेस के लिए प्रोग्राम काउंटर वैल्यू साथ ही जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो तो इसमें कुछ वेरिएबल्स की संख्या हो सकती है इनमें से कुछ ग्लोबल डाटा सेग्मेंट में आवंटित जगह पर होंगे और कुछ लोकल डाटा स्टैक में और कुछ को सीपीयू रजिस्टर में आवंटित किया गया होगा जहां तक सीपीयू का सवाल है यह प्रोग्राम काउंटर और सीपीयू रजिस्टर ही महत्वपूर्ण हैं अगर इस विशेष प्रोग्राम में मेमोरी के विभिन्न खंडों को इस कोड सेगमेंट में दिया होगा तो यह प्रोग्राम का डाटा सेगमेंट होगा यह स्टैक सेगमेंट और यह इस तरीके से होंगे इसलिए मुझे यह याद रखने की जरूरत है की मेमोरी के किस हिस्से में इस प्रोसेस के लिए कोड डाटा और स्टैक रखा हुआ है इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट की क्या सीमायें है यह भी याद रखने की आवश्यकता है ताकि जब प्रोसेस वापस शुरू होती है तब हम फिर से इन सीमाओं को बांध सकें और उचित सीपीयू रजिस्टर्स को लोड कर सकें जिन्हें इन लिमिट्स की वैल्यू जानना आवश्यक होता है साथ ही प्रोग्राम काउंटर और सीपीयू रजिस्टर भी लोड किये जाएँ ताकि इन सभी वैल्यूज़ को वापस बहाल किया जा सके अब आप यह सब चीजें कैसे याद रख सकते हैं ऐसे में प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी हमारी मदद करता है क्योंकि जब प्रोसेस यहां तक एग्जीक्यूट हो गई है और मुझे सीपीयू छोड़ना पड़ता है तब यह प्रोग्राम काउंटर सीपीयू रजिस्टर और इसकी मेमोरी लिमिट इनहैं याद रखना होता है इसी प्रकार से अगर प्रोसेस ने कुछ फाइल ओपन करी हैं तो इन ओपन फाइल्स को भी याद रखने की जरूरत है इतनी सारी जानकारियां हैं जिनकी जरूरत है तो कौन सी जानकारी आप पीसीबी में रखेंगे यह सब डिजाइनर पर निर्भर करता है कुछ लोगों को लगता है कि यह जानकारी पीसीबी में रखनी चाहिए और कुछ लोग इसे अनावश्यक समझते हैं परंतु सामान्य तौर पर प्रोसेस की स्टेट और प्रोसेस नंबर को लोग काफी महत्वपूर्ण मानते हैं इस नंबर को आमतौर पर पीआईडी या प्रोसेस आईडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से जाना जाता है यह संख्या किसी भी प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण और अनोखी होती है और जब भी कोई प्रोसेस पहली बार बनाई जाती है तो यह संख्या उस प्रोसेस को दी जाती है इस प्रकार प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास इस पीआईडी की जानकारी होगी इसके पास सीपीयू शेड्यूलिंग से जुड़ी जानकारी जैसे एक पॉलिसी ऐसी हो सकती है कि अगर कोई प्रोसेस एक नंबर यूजर से आ रही है तो इसकी प्राथमिकता यूज़र नंबर दो से ज्यादा हो भी जरूर होगी इसलिए शेड्यूलिंग की जानकारी के लिए मेरे पास इस प्राथमिकता की सूचना होना जरूरी है मेरे पास ऐसी भी पॉलिसी हो सकती है कि अगर कोई सिस्टम बहुत ज्यादा सीपीयू स्पेस या सीपीयू टाइम खर्च कर रहा हो तो उसकी प्राथमिकता उस प्रोसेस से कम होनी चाहिए जो कम सीपीयू टाइम ले मूलतः यह ऐसा कहना हुआ कि आप किसी इंटरएक्टिव प्रोग्राम को कंप्यूटेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम से ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हो इंटरएक्टिव प्रोग्राम का अर्थ है कि यह यूजर और फाइल से बहुत सारा डाटा ले रहा होगा इंटरएक्टिव प्रोसेस को प्राथमिकता देना जरूरी है अन्यथा यूजर को लगेगा कि सिस्टम मेरा कार्य नहीं कर रहा है इस प्रकार इंटरएक्टिव कार्यों को कंप्यूटेशन कार्यों से ज्यादा प्राथमिकता मिलती है पर आपको यह कैसे पता चलेगा कि कौन कंप्यूटेशन ओरिएंटेड है और कौन इंटरएक्टिव है इसका निर्धारण सीपीयू के उपभोग को मॉनिटर करके किया जाता है अगर प्रोसेस को सीपीयू 2 सेकंड के लिए दिया जाए और हमें यह पता चले कि पूरा वक्त उसने बिना आईओ ब्लॉक पर जाए बिताया है इसका अर्थ है कि वह कंप्यूटेशन से जुड़ा हुआ कार्य है दूसरी तरफ अगर इन 2 सेकंड में से उसने एग्जीक्यूशन के लिए दशमलव 1 सेकंड लगाया और बाकी वक्त वह आई ब्लॉक पर थी तो इसका अर्थ है कि वह आई ओरिएंटेड कार्य कर रही है इस प्रकार यह सूचना जमा की जाती है इस सूचना का भंडारण कहां किया जाए स्वाभाविक तौर पर पीसीबी ही हमारा जवाब होगा आप सीपीयू शेड्यूलिंग की जानकारी पीसीबी में रख सकते हो परंतु यह जानना भी जरूरी है कि इस प्रोसेस के लिए दी हुई मेमोरी लोकेशंस क्या हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मेमोरी स्पेस के बचाव की जरूरत पड़ती है कई बार ऐसा होता है की मेमोरी के उपभोग के हिसाब से आपको पैसा भी चार्ज किया जाता है अगर किसी प्रोसेस में मेमोरी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो आपको उस सूचना के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इस प्रकार हम मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां जैसे प्रोसेस को आवंटित की हुई मेमोरी भी रख सकते हैं अब अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं एकाउंटिंग की जानकारी जैसे कि सीपीयू कितने समय तक इस्तेमाल किया गया शुरुआत के समय से वास्तविक क्लॉक टाइम क्या रहा और उसके बाद टाइम की लिमिट इस हिसाब से कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिन्हें हम किसी विशेष समय पर ही शुरू कर सकते हैं उदाहरण के लिए कुछ ऐसे बैच जॉब हैं जिनको केवल रात्रि को किया जा सकता है और दिन के समय में केवल यूजर इंटरएक्टिव काम ही किए जाते हैं इस तरह यह समय सीमा है और समय से जुड़ी जानकारियां भी पीसीबी में रखी जाती हैं यह अकाउंटिंग इनफॉरमेशन आईओ स्टेटस की जानकारी IO status information और प्रोसेस को आबंटित आईओ डिवाइस और साथ ही खुली हुई फाइल आदि जानकारियां याद रखना भी जरूरी है अगर किसी प्रोसेस में यह फाइल ओपन है और कोई दूसरी प्रोसेस इस फाइल को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही है तो यह स्वीकार्य नहीं होगा इस प्रकार यह प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑपरेशन की ज्यादातर जानकारी जो कि हमें प्रोसेस को ठीक तरीके से चलाने के लिए चाहिए होती हैं को रखता है और अगर हमें एक प्रोसेस से दूसरी में स्विच करना है तो यह पीसीबी हमें बहुत ज्यादा मदद कर सकती है इसलिए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ना किसी रूप में पीसीबी जरूर होता है इसके बाद हम लोग थ्रेड्स के ऊपर चर्चा करेंगे इस स्लाइड में हम थ्रेड से जुड़ी कुछ धारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे प्रोसेस में एग्जीक्यूशन का एक अकेला थ्रेड होता है अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने वाले उदाहरण पर वापस जाएंगे अगर यह प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन लाइंस हैं तो आप देखिए कि यह एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे पर खत्म होता है इस प्रकार यह एग्जीक्यूशन का केवल एक थ्रेड फॉलो करता है इस तरह के प्रोग्राम में हम अलग अलग निर्देश नहीं ले सकते पर अब आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जहां हमारे पास वेब सर्वर पर अलग अलग यूजर हैं और वह web server को अलग अलग पेज के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं ऐसे में अगर वेब सर्वर पहली रिक्वेस्ट ले उसे प्रोसेस करें और उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट ले तो जो उपभोक्ता सबसे अंत में है उसे ऐसा लगेगा कि वेब सर्वर मेरी रिक्वेस्ट ले ही नहीं रहा इसलिए ऐसी परिस्थिति में वेब सर्वर एक थ्रेड बनाता है जो कि किसी एक रिक्वेस्ट को पूर्ण करती है इसी प्रकार से सरवर कई सारे थ्रेड बनाता है जो कि अलग अलग यूजर की रिक्वेस्ट का ध्यान रखती हैं इसका एक और लाभ यह है कि अगर किसी थ्रेड में कोई समस्या आ जाए या वह फिर रुक जाए तो अन्य थ्रेड अपना काम करते रह सकते हैं इस प्रकार थ्रैड पर आधारित डिजाइन में हमारे पास कई सारे ऑपरेशन हैं और एक ही प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कई सारे एग्जीक्यूशन सीक्वेंस हैं इस प्रोसेस में अब तक केवल एक ही एग्जीक्यूशन का थ्रेड है अब मेरे पास अनगिनत प्रोग्राम की काउंटर स्पार्क प्रोसेस है प्रत्येक थ्रैड वेब ब्राउज़िंग का वही रूटीन एग्जीक्यूट कर रहा है किंतु यह थ्रैड हो सकता है इस जगह पर एग्जीक्यूट कर रहा हो और दूसरा कोई थ्रेड किसी और जगह और तीसरा थ्रैड किसी दूसरी जगह पर एग्जीक्यूट कर रहा है इस प्रकार यह अलग अलग प्रोग्राम काउंटर वैल्यू पर है और यह कई सारी जगहों पर एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं और कंट्रोल के कई सारे थ्रेड हो सकते हैं इसीलिए इन्हें थ्रेड्स बोला जाता है इसलिए पीसीबी में अनेक प्रोग्राम काउंटर और थ्रेड के डिटेल को स्टोर करने की जरूरत होती है इसलिए हमें पीसीबी के स्तर को उत्कृष्ट करने की जरूरत होती है ताकि यह उनका ब्यौरा रख सके जो इस खास प्रोसेस के लिए सिस्टम पर हैं और उसके अनुरूप प्रोग्राम काउंटर वैल्यू और सीपीयू रजिस्टर वैल्यू को भी याद रख सके हम इस थ्रेड की चर्चा पर अपने कोर्स के अगले भाग में वापस आएंगे पर जहां तक पीसीबी का सवाल है इसमें प्रत्येक थ्रेड के लिए प्रोसेस की कुछ जानकारी स्टोर की हुई रहती है अब अगर आप इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर देखें तो यह प्रोसेस एक स्ट्रक्चर जिसे टास्क कहते हैं से प्रदर्शित की जाती है इस टास्क स्ट्रक्चर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एक पीआईडी टास्क जो कि एक अनूठी संख्या होती है यह शून्य से शुरू होती है फिर बढ़ते हुए अधिकतम मात्रा तक जाती है और वापस आकर शुन्य हो जाती है फिर हमारे पास एक लंबी वेरिएबल स्टेट होती है जो कि वास्तव में प्रोसेस की स्टेट है शेड्यूलिंग की सूचना के लिए हमारे पास टाइम स्लाइस है जैसे कि अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू मिलना है तो कितने वक्त के लिए मिलना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर यह टाइम स्लाइस अलग अलग हो सकता है किसी प्रोसेस को कम टाइम स्लाइस दिया जाएगा और किसी को ज्यादा भी मिल सकता है अब हम आते हैं प्रोसेस के पेरेंट्स धारणा की ओर विशेषतया लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास यह हेयरआर्कि की धारणा होती है जहां पर प्रोसेसेस के बीच में माता पिता और बच्चे का जैसा रिश्ता होता है हमारे पास जो पहली प्रोसेस है उसे इनिट के नाम से जाना जाता है यह वह प्रोसेस है जिसे सबसे पहले बनाया जाता है इस प्रोसेस का पीआईडी 0 है और अन्य प्रोसेस इसी इनिट से क्रिएट की जाती हैं कोई भी प्रोसेस किसी भी वक्त एक नई प्रोसेस को क्रिएट कर सकती है और यह नई प्रोसेस भी पुनः कई सारी नई प्रोसेस बना सकती है इस प्रकार से माता पिता और बच्चे के जैसे रिश्ते हमें मिलते हैं इस प्रोसेस के लिए अगर इसे पैरंट कहें तो यह चाइल्ड कहलाएगा इस प्रकार हमारे पास प्रोसेसेस के बीच में पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप है किसी समय किसी कारणवश अगर यह पैरेंट मर जाए तो इस अनाथ बच्चे का क्या होगा लाइनेक्स और यूनिक्स में यह इनिट प्रोसेस इस बच्चे का पैरेंट बन जाता है इस प्रकार से यह पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप कार्य करता है और प्रत्येक प्रोसेस के लिए हमें इस पैरेंट और चिल्ड्रन की लिस्ट को याद रखना होता है यह अभी एग्जीक्यूट होती हुई प्रोसेस है यहां पर हमारे पास असल में एक टास्क चेन है यह टास्क चैन है और यह टास्क चेन है ऐसे हमने सभी को चेन में ले लिया है और उसके बाद हैं यह बच्चे इन्हें लिस्ट में डाला गया है और फिर उसके बाद हमारे पास खुली हुई फाइल्स की लिस्ट और इस प्रोसेस स्ट्रक्चर के लिए ऐड्रेस स्पेस हैं इस प्रकार लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध है अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होंगे अगर आप विंडोज या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए दिखेंगे और पीसीबी स्ट्रक्चर भी मेंटेन होगा अब अगर प्रोसेस की बात करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण धारणा है क्योंकि किसी भी समय काफी संख्या की प्रोसेस हो सकती हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यह तय करना है कि अब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी ऐसा कैसे किया जाए प्रोसेस शेड्यूलिंग के पीछे क्या कारण हो सकते हैं एक कारण तो पक्का है कि यह सीपीयू उपयोग दर को अधिकतम करने के लिए किया जाता है हम चाहेंगे तो यही कि सीपीयू का उपयोग 100 हो पर ऐसा करना अक्सर संभव नहीं होता क्योंकि हो सकता है कि सीपीयू को एक प्रोसेस दी हो यह कुछ समय तक एग्जिक्यूट होगी और फिर आईओ ऑपरेशन IO operation का इंतजार करेगी जब यह आईओ ऑपरेशन के लिए पूछती है तब सामान्य नीति के अंतर्गत इसे ब्लॉक स्टेट में डाल दिया जाता है और एक दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए ले लिया जाता है परंतु इस प्रोसेस को सीपीयू से बाहर लेने और अगली प्रोसेस को सीपीयू के अंदर करने के बीच कुछ वक्त लगता है उस वक्त सीपीयू सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है इसलिए अगर हम यह कहें कि इस स्विच करने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया जाए तो इसमें कम समय लगेगा और सीपीयू का पूरा उपयोग हो पाएगा ऐसे में हम इस तरह की शेड्यूलिंग कर सकते हैं की स्विच करने की प्रक्रिया कम से कम हो और दूसरा यह कि इसमें लगने वाला समय कम हो सके हम सीपीयू का अधिकतम उपयोग जल्दी से प्रोसेस की अदला बदली कर कर सकते हैं या फिर टाइम शेयरिंग से कोई भी प्रोसेस सीपीयू दो शर्तों पर छोड़ती है पहला कि जब कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आए जैसा कि हम पहले कह चुके हैं किसी आईओ ऑपरेशन पर यह सीपीयू छोड़ेगा और समय की N इकाइयां खत्म होने पर और शायद कोई टाइमर होगा और प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई टाइम स्लाइस दिया जाएगा और उस टाइम स्लाइस के खत्म होने पर प्रोसेस को सीपीयू से वापस ले लिया जाएगा और उस समय यह प्रोसेस सीपीयू छोड़ सकती है एक बार प्रोसेस सीपीयू छोड़ देती है तो इसे रेडी क्यू में जोड़ दिया जाता है सीपीयू छोड़कर यह रेडी क्यू में है और अगर यह आईओ घटना इवेंटevent का इंतजार कर रही है तो यह आईओ इवेंट क्यू IO event queue से भी जुड़ जाएगी कुछ भी हो यह प्रोसेस किसी न किसी कतार से जुड़ेगी और प्रोसेस शेड्यूलर रेडी क्यू में उपलब्ध प्रोसेस में से अगली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा आदर्श रूप में हम इसे ऐसे देख सकते हैं इस सीपीयू में इस शेड्यूलर के साथ अगर यह रेडिस्टेट है और यह रनिंग स्टेट तो हम कह सकते हैं इसके साथ एक रेडी क्यू भी जुड़ी हुई है तो कोई भी प्रोसेस जो इस रेडी वाली कतार को जुड़ रही है वह वास्तव में इस कतार से जुड़ रही है अब कतार में जुड़े हुए इन सारे कार्यों की प्राथमिकता और दूसरे शेड्यूलिंग से जुड़े मापदंडों के आधार पर शेड्यूलर किसी खास कार्य को उठाएगा और इसे रनिंग स्टेट में डाल देगा इस डिस्पैच प्रोसेस के लिए शेड्यूलिंग के निर्णय का ठीक होना बहुत जरूरी है ताकि प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाकर रनिंग स्टेट में रखा जा सके इस प्रकार से शेड्यूलिंग की बहुत सारी कतारें हो सकती हैं यह शेड्यूलिंग क्यूस सिस्टम की सभी जॉब क्यू में प्रोसेसेस का सेट है सिस्टम में चाहे कोई भी प्रोसेस हो वह इस जॉब क्यू में मिलेगी उसके बाद एक रेडी क्यू है जो कि उन सभी प्रोसेस का सेट है जो मेन मेमोरी में हैं और एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है अन्यथा यह प्रोसेस मेमोरी में तैयार हैं और जैसे ही इनहैं एग्जीक्यूशन का मौका मिलता है यह सीपीयू प्राप्त करती हैं बाहर निकलती हैं और प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है इसलिए इन्हें रेडी क्यू में रखा जाता है इसके बाद हैं डिवाइस क्यूज़ जो कि उन प्रोसेस का सेट है जो आईओ डिवाइस का इंतजार कर रही है उदाहरण के लिए अगर डिस्क पर कोई रिक्वेस्ट डाली जाए और बहुत सारी प्रोसेस रिक्वेस्ट डाल रही हों डिस्क एक सेमीकंडक्टर डिवाइस माफ कीजिए यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है और सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह तेज नहीं है इसकी वजह से रिक्वेस्ट पूरा करने में कुछ समय लगेगा डिस्क हेड को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने में वक्त लगता है इसलिए जिन प्रोसेस ने आईओ ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट की है उन्हें इंतजार करना पड़ेगा यह इंतजार का वक्त इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा रिसोर्स कैसा है डिवाइस पर लोड कितना है कितने यूजर या प्रोसेसर इस डिवाइस तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं इस प्रकार यह डिवाइस क्यू यहां होगी और प्रोसेस एक क्यू से दूसरी क्यू में माइग्रेट करेंगी शुरुआत में जब प्रोसेस बनाई जाती है तो यह जॉब क्यू में डाली जाती है यहां से इसे सीपीयू मिलता है यह मेन मेमोरी में कॉपी होती है और फिर रेडी क्यू में आ जाती है और तब रेडी क्यू से यह शेड्यूलिंग के अनुसार शायद रनिंग स्टेट में जाए और कुछ देर रन करने के बाद रेडी क्यू से जुड़ जाए या फिर यह कोई आईओ ऑपरेशन की रिक्वेस्ट करे और उसके अनुरूप डिवाइस क्यू से जुड़े इसके बाद अगर यह प्रोसेस आईओ सेटिस्फेक्शन IO satisfaction के लिए जाए और आईओ ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद यह वापस रेडी क्यू से जुड़ जाएगी और इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहेगा इस प्रकार एक प्रोसेस सिस्टम में विभिन्न कतारों में माइग्रेट करती रहती है यह रेडी क्यू है और यह विभिन्न आईओ डिवाइस की क्यू है हमारे पास यह पीसीबी 7 और पीसीबी 2 हैं हमारे पास यह दो प्रोसेस तैयार हैं इनमें से प्रोसेस नंबर 7 क्यू में पहली प्रोसेस है और यह पीसीबी 2 क्यू मैं दूसरी प्रोसेस है अब हमारे पास मैग्नेटिक टेप डिवाइस है जिनके लिए कोई भी प्रोसेस इंतजार नहीं कर रही ना मैग्नेटिक टेप यूनिट जीरो के लिए और ना 1 के लिए डिस्क यूनिट नंबर जीरो के लिए प्रोसेस 3 4 और 6 और साथ ही प्रोसेस नंबर 5 भी टर्मिनल तक पहुंचने के लिए कतार में इंतजार कर रही है अगर हम किसी समय सिस्टम का स्नैपशॉट लें तो हमें विभिन्न प्रोसेस अलग अलग कतारों में इंतजार करती हुई दिखेंगी एक मानक कतारों का रेखाचित्र जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को दर्शाता है इस तरह का दिखता है जब प्रोसेस मेन मेमोरी में कॉपी कर ली जाती है तब यह रेडी क्यू से जुड़ती है रेडी क्यू से इसकी शेड्यूलिंग होगी और इस एरो का यही मतलब है कि यह प्रोसेस शेड्यूल की जा चुकी है इसलिए इसे सीपीयू मिलेगा जब इसे सीपीयू मिलता है यह कुछ समय तक एग्जीक्यूट होती है और ऐसा हो सकता है कि यह प्रोसेस पूर्ण हो जाए और उसके बाद सीपीयू से बाहर निकलकर टर्मिनेट हो जाए या फिर इसे कोई दूसरी परिस्थिति मिले जैसे कोई दूसरा आईओ ऑपरेशन उस स्थिति में यह आईओ की कतार से जुड़ जाती है यह एक संभावना है दूसरी संभावना यह है कि टाइमस्लाइस खत्म हो जाए अगर टाइमस्लाइस खत्म हो जाता है तो प्रोसेस सीपीयू से बाहर निकाली जाती है और इसे रेडी क्यू में रखा जाता है और यह दूसरा ऑपरेशन है ऐसे में क्या होता है एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रही है तब यह दूसरी प्रोसेस को जन्म देती है और फिर यह चाइल्ड प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का इंतजार करती है यह कमांड लाइन इंटरप्ट एक खास परिस्थिति है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पर मिली है अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए आदेश देते हैं तो यह सेल प्रोग्राम जो हमारे पास है चाइल्ड प्रोग्राम के पूर्ण होने का इंतजार करता है चाइल्ड एग्जिक्यूट होता है और इसके पूर्ण होने के बाद यह प्रोसेस रेडी क्यू से जुड़ती है यह एक संभावना है इसके अलावा इंटरप्ट हो सकता है ऐसा होने पर यह वापस रेडी क्यू में चला जाएगा इस प्रकार हमारे पास अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें प्रोसेस किसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी और उसी के अनुसार यह अलग अलग कतारों और शेड्यूलिंग के अलग अलग चरणों से गुजरेंगी सीपीयू के एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अदला बदली करने का यह एक मानक तरीका है इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के नाम से जानते हैं यहां पर यह प्रोसेस P0 है जो कि एग्जीक्यूट हो रही थी यह उस समय का सिस्टम का स्नैपशॉट है और उसके बाद या तो इंटरप्ट या सिस्टम कॉल हुआ अब यह ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल मोड में जाती है हालांकि यह प्रोसेस 0 की स्टेट को पीसीबी जीरो में बचा कर रख लेगी उसके बाद प्रोसेस P1 की बात करते हैं अब शेड्यूलर यह निर्णय करेगा कि कौन सी प्रोसेस को लोड किया जाना है मान लीजिए यह प्रोसेस वन को लोड करने का निर्णय लेता है ऐसे में पीसीबी 1 से स्टेट को सीपीयू रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर आदि में फिर से लोड किया जाएगा और अब प्रोसेस वन एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है अब नियंत्रण प्रोसेस वन के पास चला जाता है यह एग्जीक्यूट होना आरंभ होती है और कुछ समय पश्चात यह एग्जीक्यूट हो चुकी है अब वापस ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस वन कुछ जनरेट करे और इंटरप्ट या सिस्टम कॉल हो ऐसा होने पर यह सूचना प्रोसेसर के अनुरूप पीसीबी वन में जाकर जमा हो जाएगी कुछ समय पश्चात शेड्यूलर यह निर्णय ले सकता है कि प्रोसेस जीरो को फिर से शुरू करना है यह निर्णय समय के इस खंड में लिया जाता है और प्रोसेस जीरो शुरू की जाती है इसे पीसीबी 0 से स्टेट को फिर से लोड करना होगा और फिर यह प्रोसेस जीरो को नियंत्रण वापस देता है और इस जगह से इसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है हम इस तरह से प्रोसेस के बीच स्विच करा सकते हैं जब भी कंटेक्सट स्विच होता है तब जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो उसके कंटेंट को करेस्पॉन्डिन्ग पीसीबी में सेव करना होता है फिर अगली प्रोसेस के स्टेट को पीसीबी से सीपीयू रजिस्टर में लोड करना होगा ताकि अगली प्रोसेस स्टार्ट हो सके इसे कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं और आप समझ ही गए होंगे इससे सिस्टम पर ओवरहेड आएगा कंटेक्स्ट को सेव करना और फिर उसे वापस लोड करना इस सब में वक्त लगता है और आप यह कह सकते हैं कि यह सीपीयू के वक्त की बर्बादी है इसलिए हम इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि इसकी मात्रा कम से कम हो सके और सीपीयू की उपयोग दर बढ़ सके परंतु निश्चित तौर पर यह भी एक प्रश्न है कि अगर आप इसे किसी बेढ़ंगी मात्रा तक कम कर दो तो यह पहले आओ और पहले पाओ जैसी परिस्थिति हो जाती है और ऐसा भी हो सकता है कि इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस में खराब प्रभाव पड़ें इससे मुसीबत उत्पन्न होती है हम विभिन्न तरह के शेड्यूलर्स के बारे में बात करेंगे जो कि निर्णय लेंगे कि कौन सा अगला कार्य होना है एक रेडी क्यू में कई सारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए चुने जाने का इंतजार कर रही होती हैं इस तरह के निर्णय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा लिए जाते हैं फिर हमारे पास है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो कि उन कार्यों को चुनता है जिन्हें एग्जीक्यूशन के लिए तैयार किया जाना होता है कभी कभार हमारे पास मिड टर्म शेड्यूलर भी होता है जो कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं पाया जाता जब कुछ प्रोसेस अपना आईओ ऑपरेशन पूरा कर लेती हैं तो उन्हें रेडी क्यू में वापस रखा जाता है और इस कार्य के लिए हमारे पास मिड टर्म शेड्यूलर होता है हम शेड्यूलर्स के ऑपरेशन के विषय में अगली क्लास में विस्तार से जानेंगे